सुप्रभात हम विभिन्न कार्यों के तहत मसनरी की ताकत और व्यवहार को देखना जारी रखते हैं हम कम्प्रेशन के तहत मसनरी के व्यवहार की जांच कर रहे थे और एक बंद फॉर्म समाधान की संभावना को देखने की कोशिश कर रहे थे जो आपको मसनरी की कंप्रेसिव शक्ति प्रदान करता है इसके घटक गुणों के ज्ञान के साथ इकाई और मोर्टार और सैद्धांतिक ढांचा जिसे हम रैखिक लोचदार के आधार पर कम्प्रेशन के तहत विफलता की तलाश में थे घटकों के रैखिक लोचदार व्यवहार की एक धारणा थी जिसे हम पिछले व्याख्यान में देख रहे थे और हम जांच कर रहे थे जब हम व्याख्यान का समापन कर रहे थे तो यह महत्वपूर्ण धारणा कि घटक एक रैखिक लोचदार तरीके से व्यवहार कर रहे हैं वास्तव में पूरी तरह से विफलता तंत्र की व्याख्या नहीं करता है जैसा कि शारीरिक रूप से देखा गया है तो हॉलर फ्रांसिस सिद्धांत जिसे हमने वास्तव में परिभाषित किया है इस गैर रैखिक व्यवहार की उपेक्षा करता है जिसे आपको घटक सामग्री से उम्मीद करनी चाहिए और मुद्दा यह है कि यदि यह रैखिक व्यवहार है जिसे आप इकाई में और मोर्टार में दोनों में मानने जा रहे हैं यह समझाना मुश्किल होगा कि ईंट में विफलता और मोर्टार का कुचलना वास्तव में एक घटना के रूप में कैसे होता है लेकिन इस तरह से विकसित सैद्धांतिक ढांचा शारीरिक रूप से देखे जाने का औचित्य नहीं दे सका इसलिए इस दिशा में आगे के विकास ने वास्तव में मोर्टार के एक अकुशल व्यवहार को देखने की संभावना की जांच की है यह अवास्तविक हो जाता है लोचदार रैखिक लोचदार धारणा एक अवास्तविक धारणा बन जाती है दोनों ईंट इकाई की स्थितियों के लिए पहले विफल हो जाती है या मोर्टार में जल्दी से कुचलने लगती है तो यह स्लाइड जो आप देख सकते हैं वह जगह है जहां इकाई द्विअक्षीय तनाव के स्तर तक पहुंच गई है जो क्रैकिंग का कारण बनती है जहां मोर्टार के कुचलने की उम्मीद है हालांकि यदि आप बहुत कमजोर मोर्टार देख रहे हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार मोर्टार में क्रशिंग होनी चाहिए जो कि बहुत पहले हो जाती है और ईंट इकाई में विफलता होती है जिसके बाद फिर से दोनों के बीच कार्रवाई की भौतिक घटना की व्याख्या नहीं होती है तो आप F और D के मूल्यों में असमानता देखते हैं जो हमें यह स्पष्टता नहीं देता है कि ईंट इकाई में दरार के साथ भौतिक रूप से घटना कैसे हो रही है जिससे मोर्टार में कॉनफिनेमेंट का नुकसान होता है जिससे मोर्टार में ही कुचलने में विफलता होती है इसलिए हम जिस विस्तार को देखेंगे जो जांच करने के लिए उपयोगी है वह एक तरीका है जिससे हम मानते हैं कि मोर्टार एक बेलोचदार तरीके से व्यवहार करता है अब मोर्टार और इकाई के बीच आप इस बात से सहमत होंगे कि इकाई का व्यवहार भंगुर सामग्री है शायद एक रैखिक प्रतिक्रिया के करीब है और वहां एक रैखिक लोचदार व्यवहार पर विचार करना ठीक है लेकिन एक गैर रैखिक व्यवहार और मोर्टार का अकुशल व्यवहार को देखें इसलिए हम 1969 का हिल्सडॉर्फ के दृष्टिकोण के आधार को देख रहे हैं और यदि आपको वह प्रारंभिक स्लाइड याद है जो मैंने आपको तब दिखाई थी जब हम दोनों के बीच सह क्रिया को देखेंगे तो मोर्टार और इकाई वह जगह है जहां तनाव पथ है यूनिट में प्रिज्म में मोर्टार के तनाव पथ का एक अकुशल व्यवहार भी होता है और इसमें अकुशल प्रतिक्रिया भी होती है और आप देख सकते हैं कि यह यूनिट और मोर्टार दोनों में विफलता की लगभग एक साथ घटना है इसलिए यदि विफलता के लिए सैद्धांतिक ढांचे का वर्णन करने के लिए यह वास्तव में अधिक उपयुक्त आधार है तो महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास इकाई की विफलता का विश्लेषणात्मक रूप और मोर्टार की विफलता का विश्लेषणात्मक रूप और संगतता के कारकों पर विचार करना है और संतुलन इन दोनों का उपयोग करने और अंतिम व्यंजक लिखने में सक्षम हो तो यही हम देख रहे होंगे इसलिए जिस स्थिति में इकाई विभाजित होने जा रही है हमने इसे पहले देखा ईंट की मसनरी इकाई में एक अक्षीय कम्प्रेशन और एक अक्षीय तनाव के बीच की सीधी रेखा विफलता होंगी यदि आप अक्षीय कम्प्रेशन को देख रहे हैं तो आप एक फ्लैट वाइज कम्प्रेशन परीक्षण से ईंट इकाई की अक्षीय कंप्रेसिव शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं और आपको ईंट की अक्षीय कंप्रेसिव शक्ति f bc मिलती है आप ईंट इकाई पर एक सीधा तनाव परीक्षण करते हैं और ईंट इकाई की प्रत्यक्ष टेंसिल ताकत स्थापित करते हैं और यह एक सीधी रेखा विफलता प्लेन है जो आपको उस स्थिति के लिए मिलता है जिसके तहत ईंट विभाजित होने वाली है तो यह कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले खुद हॉलर फ्रांसिस अभिव्यक्ति में इस्तेमाल किया है अब हम मोर्टार की जांच करते हैं और मोर्टार का क्या हो रहा है और हम समझते हैं कि जब हम मोर्टार पर एक अक्षीय कंप्रेसिव परीक्षण कर रहे होते हैं तो यह एक अक्षीय कम्प्रेशन के तहत होता है लेकिन प्रिज्म में कम्प्रेशन के तहत मोर्टार त्रिअक्षीय कम्प्रेशन की स्थिति में चला जाता है इसलिए आपको यह समझने में सक्षम होने के लिए मोर्टार की असमान कम्प्रेशन शक्ति को बदलने की जरूरत है कि आपको मोर्टार में कितनी ताकत सही तरीके से मिलेगी तो त्रिअक्षीय कंप्रेसिव तनाव त्रिअक्षीय कम्प्रेशन के साथ तनाव की बहु अक्षीय स्थिति कुछ ऐसा है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसलिए यदि आप अक्षीय कम्प्रेशन बनाम द्विपक्षीय कम्प्रेशन को देख रहे हैं जो आपके पास σjy और σjx है यह जानते हुए कि एक अक्षीय परीक्षण से संयुक्त सामग्री की अक्षीय कंप्रेसिव शक्ति यह f j हैं यह देखा गया है कि यदि आप कम्प्रेशन में त्रिअक्षीय स्थिति के अधीन हैं तो मोर्टार के लिए आपको जो व्यवहार मिलेगा वह एक रैखिक पैटर्न का पालन करेगा समझने का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह कौन सा कारक है जिसके द्वारा यह बढ़ने वाला है उस रेखा के ढलान का उपयोग किया जाता है और यह मूल रूप से कंक्रीट पर किए गए परीक्षणों पर आधारित होता है इसलिए जिस मॉडल को हम यहां देख रहे हैं वह सीधे कंक्रीट से आ रहा है जो 20वीं शताब्दी में काफी पहले विकसित हुआ था और यह इस रूप का है कि मोर्टार के कम्प्रेशन में विफलता की ताकत युनि एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस कंप्रेसिव का एक योगात्मक रूप है पार्श्व दिशा में तनाव एक कारक द्वारा गुणा किया जाता है जो प्रयोगात्मक टिप्पणियों से आनुभविक रूप से आता है तो यह विफलता सतह है जिसका उपयोग हम मोर्टार के कम्प्रेशन में तनाव की बहु अक्षीय स्थिति के लिए करेंगे हम जॉइंट में तनाव के संदर्भ में इसे फिर से लिखने में रुचि रखते हैं और इसलिए इसे मोर्टार जॉइंट सामग्री की अक्षीय कंप्रेसिव शक्ति के ज्ञान के साथ σ jx के संदर्भ में फिर से लिखा गया है तो यह मूल रूप से यह अंतिम अभिव्यक्ति जो आपने देखी है वह हमें असफलता के बिंदु पर शाब्दिक रूप से दे रही है जो हमें बता रही है कि विफलता के बिंदु से ठीक पहले मोर्टार संयुक्त के लिए कितना न्यूनतम पार्श्व कॉनफिनेमेंट उपलब्ध है तो σjx मोर्टार में पार्श्व कंप्रेसिव तनाव है तो यह अभिव्यक्ति अब अक्षीय कंप्रेसिव शक्ति और Z दिशा में तनाव के संदर्भ में है जिसे हम मसनरी असेंबली की विफलता के लिए स्थापित करना चाहते हैं σ jx के संदर्भ में लिखा गया है तो परिभाषित घटकों के लिए विफलता प्लेन के साथ यदि हम मानते हैं कि अब ये दो घटनाएं एक साथ घटित होने वाली है यानी द्विपक्षीय तनाव में ईंटों के बंटवारे के तुरंत बाद मोर्टार की क्रशिंग हो रही है फिर हम अपने मूल संतुलन समीकरणों का उपयोग करते हैं और उन भावों को फिर से लिखते हैं जिन्हें हमने पिछली स्लाइड में देखा था ताकि भौतिक घटक ताकत से σz के लिए अभिव्यक्ति निकालने में सक्षम हो सके इसलिए बलों के संतुलन से हमने स्थापित किया कि σ bx जो ईंट में पार्श्व तनाव है ईंट इकाई की मोटाई में ही σ jx के बराबर है जो कि मोर्टार में पार्श्व तनाव को संयुक्त मोटाई t j में स्थापित किया गया है क्योंकि संगतता और संतुलन को देखते हुए इंटरफ़ेस पर बंधन है जो आपको उनकी अभिव्यक्ति मिलती है और अब हम पिछली स्लाइड में σ jx में लेटरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के संदर्भ में पहले के व्यंजक को लिखने में सक्षम हैं इकाई में ही पार्श्व टेंसाइल तनाव तो हम पिछली अभिव्यक्ति लिखते हैं पिछली अभिव्यक्ति यदि आपको याद है तो पिछली स्लाइड में σ jx के संदर्भ में था तो σ jx को अभिव्यक्ति से बाहर निकाला गया मोर्टार के लिए विफलता मानदंड की अनुभवजन्य अभिव्यक्ति हम इसका उपयोग करते हैं और संतुलन और संगतता के विचार के साथ इस परिभाषित के साथ हम σ bx के संदर्भ में अभिव्यक्ति को फिर से लिखते हैं इस विशेष स्लाइड में यही किया गया है एक कारक दें इस भाग t j 41t b को फिर इस α से बदल दिया जाता है हम व्यंजक को थोड़ा सरल कर सकते हैं तो अब हमारे पास एक अभिव्यक्ति है जो मोर्टार के लिए विफलता मापदंड से आती है और मोर्टार के लिए संगतता और अभिव्यक्ति में संतुलन का उपयोग करती है और अब इकाई के लिए एक अभिव्यक्ति स्वयं ईंट इकाई के तनाव कम्प्रेशन में रैखिक विफलता सतह के विचार से आ रही है तो यह फिर से इकाई में पार्श्व तनाव σ x या σy है जिसे तनाव में विफलता तनाव और ईंट की अक्षीय स्थितियों के तहत कम्प्रेशन में विफलता तनाव के संदर्भ में परिभाषित किया गया है तो अब आपके पास ये दो भाव हैं जो अब जुड़ने जा रहे हैं यदि आप इन दो भावों को मिलाते हैं और इसमें से σz निकालते हैं तो आपको एक स्थिति मिलती है क्योंकि आप मोर्टार में ताकत पर विचार कर रहे हैं मोर्टार की इकाई की एकअक्षीय कंप्रेसिव शक्ति इकाई की तन्य शक्ति तब और ईंट इकाई की एकअक्षीय कंप्रेसिव शक्ति फिर से आपको सिग्मा z में अभिव्यक्ति मिलती है यह अंतिम व्यंजक है जिसका प्रयोग हिल्सडॉर्फ मानदंड के संबंध में किया जाता है हालांकि प्रायोगिक परिणामों की तुलना में थोड़ा विचलन है और यह वास्तव में इस तथ्य के कारण है कि इसमें हम यह मान रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन के सभी बिंदुओं पर तनाव एक समान होने वाला है जो कि ऐसा नहीं है तनाव आमतौर पर एक बिंदु पर परिभाषित होता है लेकिन यहां यह अंतर्निहित धारणा है कि पूरा क्रॉस सेक्शन एक ही तनाव की स्थिति में है इसलिए कई कारकों के कारण तनाव के वितरण में मौजूद गैर एकरूपता को ध्यान में रखा जाना चाहिए तो इसे इस अभिव्यक्ति में एक अनुभवजन्य तरीके से शामिल किया गया है तो यह गैर एकरूपता वास्तव में कई स्रोतों से आ रही है कुछ स्रोत हैं कि आप ब्लॉक में ही ज्योमेट्री में वेध कर सकते हैं और फिर इन छिद्रों के आयाम भिन्न हो सकते हैं जो तनाव की एक अलग स्थिति को जन्म दे सकते हैं मसनरी के प्रिज्म में ही ब्लॉक करें आपको ईंट की सतह पर अनियमितताएं हो सकती हैं और इसलिए कुछ बिंदुओं पर तनाव की एकाग्रता होगी और अन्य बिंदुओं में तनाव का छोटा स्तर मोर्टार बेड जॉइंट फिर से कुछ ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सही हो और इसलिए फिर से कंप्रेसिव तनाव की एक गैर समान स्थिति में योगदान कर सकता है और इसलिए पिछली स्लाइड में हमने जो अभिव्यक्ति देखी वह इस गैर एकरूपता के प्रभाव में कारक में बदल जाती है और गैर एकरूपता कारक वास्तव में लाया जाता है यह एक तरह से प्रयोगात्मक परिणामों का मिलान करने में सक्षम होना है और निश्चित रूप से यह मसनरी के प्रकार पर निर्भर है कि आप अन्य प्रकार की मसनरी की तुलना में कुछ अधिक परिवर्तनशीलता देख रहे हैं तो यह मान वास्तव में विभिन्न प्रकार की मसनरी पर प्रयोगात्मक जांच से आता है आप देख सकते हैं कि यदि आप 13 का औसत मान अपना सकते हैं तो 30 प्रतिशत सुधार की आवश्यकता है हालांकि मोर्टार और ईंट इकाई के प्रकार के आधार पर ये मान वास्तव में लगभग 11 से लगभग 25 तक काफी भिन्न हो सकते हैं तो यह सैद्धांतिक ढांचा हिल्सडॉर्फ सैद्धांतिक ढांचा वास्तव में आपको विफलता तंत्र की बेहतर भौतिक व्याख्या देता है और प्राथमिक रूप से उपयुक्त है क्योंकि यह सामग्री में अयोग्यता कमजोर सामग्री को अभिव्यक्ति तैयार करने में मोर्टार मानता है तो इसलिए कुछ योगों पर ध्यान दिया होगा एक रैखिक लोचदार दृष्टिकोण पर आधारित है और एक सामग्री के बेलोचदार व्यवहार पर आधारित है तो आप देख सकते हैं कि वे प्रयोगात्मक परिणामों से कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं दोनों मसनरी की विफलता शक्ति को पकड़ने में अपना काम अच्छी तरह से करते हैं विद्यार्थी सर f j और f bc दोनों एकअक्षीय कंप्रेसिव शक्ति है हाँ यह सच है f j एक अक्षीय कंप्रेसिव शक्ति है f bc इकाई की एकअक्षीय कंप्रेसिव शक्ति है j संयुक्त सामग्री की है और f bt इकाई की टेंसाइल शक्ति है तो मूल बिंदु यह है कि यह विभिन्न घटकों का एक संयोजन है यह एक मिश्रित मसनरी है एक समग्र निर्माण है अब अगर मुझे अलग अलग तत्वों की ताकत पता है तो क्या मैं कम्प्रेशन में असेंबली की ताकत पर पहुंच सकता हूं हमने देखा है कि यह योजक नहीं है यह मोर्टार की इकाई की ताकत और विकृति के बीच स्थित है तो पूरा प्रयास इसके लिए एक विश्लेषणात्मक ढांचे को देखने में सक्षम होना है और आपने देखा है कि इसे ज्योमेट्री से जोड़ना संभव है तो संयुक्त मोटाई वही है जो अल्फा प्राइम के लिए खड़ी है संयुक्त मोटाई का अनुपात आपके पास कारक 41 भी है जो यहां आता है और फिर व्यक्तिगत सामग्री कम्प्रेशन मोर्टार और इकाई और इकाई की टेंसाइल शक्ति की अक्षीय ताकत हैं हालांकि अभी भी परिवर्तनशीलता है और गैर एकरूपता कारक कुछ ऐसा है जो परिवर्तनशीलता के लिए लेखांकन कर रहा है कि हम एक बंद फॉर्म समाधान के भीतर विश्लेषणात्मक रूप से कैप्चर करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन वक्र के संदर्भ में यह देखना उपयोगी है कि किस प्रकार का विश्लेषणात्मक सूत्रीकरण स्वयं मसनरी के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में फिट बैठता है फिर से हम कम्प्रेशन की जांच कर रहे हैं और एक तरह से यह कम्प्रेशन में अपने व्यवहार में ठोस से बहुत अलग नहीं है और अध्ययन कुछ दशक पहले किए गए थे और वे अभी भी मान्य हैं क्योंकि वे कम्प्रेशन में मसनरी के स्ट्रेस स्ट्रेन व्यवहार को पकड़ने में एक अच्छा काम करते हैं इसलिए 70 के दशक में किए गए कार्य पॉवेल और हॉजकिंसन और टर्नसेक और कैकोविक दो विशिष्ट प्रारंभिक कार्य हैं जिन्होंने यह जांचने की कोशिश की कि विभिन्न प्रकार के ईंट के काम में आपको किस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन संबंध मिलता है उन्होंने यह भी जांच की कि क्या आपको अंतर मिलता है यदि आप बांड पैटर्न बदलते हैं क्या आप अंतर पाते हैं यदि आप फेस लोडेड देख रहे हैं यदि आप फ्लैट वाइज कंप्रेसिव स्ट्रैंथ को देख रहे हैं जो कि एक फ्लैट वाइज तरीके से रखी गई ईंटों बनाम किनारे पर ईंट से बना एक प्रिज्म है इसलिए ईंट के काम के विन्यास और मसनरी इकाइयों और मोर्टार के प्रकार में भी कई पुनरावृत्तियों को अंजाम दिया गया हैं हालांकि यह विशिष्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और आप एक निश्चित आदर्शीकरण देख सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व संभव है क्योंकि यह एक पैराबोलिक आकार के करीब जाता है और यहाँ सामान्यीकृत तनाव σ से σmax से और ε से εmax के अनुपात के संदर्भ में दर्शाया गया है फिर यह पैराबोला के आकार से निकटता से संबंधित होना संभव बनाता है और यदि आपको इसे डिजाइन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है तो पैराबोला का समीकरण बहुत अच्छी तरह से मसनरी के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से मेल खाता है तथ्य यह है कि एक पैराबोला वह है जो मसनरी के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से मेल खाता है आपको यह भी बताता है कि यदि आपको प्रारंभिक स्पर्श रेखा में लोच के मापांक और शिखर के करीब सेकेंट मापांक के विवरण के रूप में देखा गया था मान लें कि दो तिहाई या तीन तिमाहियों में आप उस मॉडल के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे जिसे मैंने प्रारंभिक लोचदार स्पर्श रेखा मापांक और सेकेंट मापांक में एक स्पर्श रेखा मापांक के रूप में परिभाषित किया है और यह मुख्य रूप से आपको बता रहा है कि सामग्री पर बहुत पहले ही गैर रैखिकता दिखाना शुरू कर देती है तो इसके साथ मैं तत्वों पर आगे बढ़ता हूं तो हमने पिछले व्याख्यान में और आज के व्याख्यान की शुरुआत में जो जांच की वह कम्प्रेशन में सामग्री के रूप में मसनरी का व्यवहार है और अभिव्यक्ति सामग्री की ताकत का प्रतिनिधित्व है लेकिन आपको एक दीवार में समान ताकत नहीं मिलती है उदाहरण के लिए और क्योंकि आपके पास अन्य प्रभाव हैं जो चित्र में आते हैं इसलिए अब हम मसनरी की सामग्री की ताकत से कम्प्रेशन में मसनरी तत्व की ताकत पर चले गए हैं और उदाहरण के लिए कम्प्रेशन में दीवारों की ताकत पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम फिर से जांच करेंगे कि क्या आपके अक्षीय भार की विलक्षणता है यदि वहां कम्प्रेशन की विलक्षणता है किस प्रकार के प्रभाव होते हैं और यदि आप मसनरी वाले तत्व की ताकत का आकलन कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार के प्रभावों को विश्लेषणात्मक रूप से पकड़ने में सक्षम होना चाहिए इसलिए जिस क्षण हम दीवारों जैसे संरचनात्मक तत्वों को देखते हैं दीवार की स्लैंडरनेस दीवार की मूल ज्योमेट्री दूसरे क्रम के प्रभावों को प्रेरित करना शुरू कर सकती है जहां तक कंप्रेसिव स्ट्रैंथ का सवाल है हम अभी फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट देख रहे हैं लेकिन आपको अपनी दीवार में मसनरी की कंप्रेसिव स्ट्रैंथ कभी नहीं मिलेगी और इसलिए यदि आप मसनरी की दीवार की कंप्रेसिव शक्ति का अनुमान लगाते हैं तो आप मसनरी की कंप्रेसिव शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं दीवार की ताकत पर पहुंच गया हूं आपको ज्योमेट्री से आने वाली अन्य समस्याओं को ध्यान में रखना होगा और हम इसे दूसरे क्रम के प्रभावों के रूप में देखते हैं लेकिन ऐसे कई पहलू हैं जो दूसरे क्रम के प्रभावों में योगदान करते हैं और उनमें से कुछ यहां सूचीबद्ध हैं यह लगभग संपूर्ण है आपके पास लोडिंग की एक विलक्षणता हो सकती है कि लोड केंद्रित नहीं है लोड से प्रेरित एक एक्सेंट्रिसिटी है इसलिए यदि एक्सेंट्रिसिटी e है तो आपके पास पहले से ही दीवार पर अभिनय करने वाला P है जिसका मतलब है कि एक घटक है जो केवल ग्रेविटी भार P प्लस दीवार पर अभिनय करने वाला क्षण है तो यह स्वयं स्ट्रेस ग्रेडिएंट और क्रॉस सेक्शन में एक स्ट्रेन ग्रेडिएंट का कारण बन सकता है और ऐसी दीवार की कंप्रेसिव शक्ति वैसी नहीं होगी जब आप शुद्ध संकेंद्रित एकअक्षीय कम्प्रेशन पर विचार कर रहे हो तो यह आम तौर पर अनुपात के रूप में मोटाई के लिए एक्सेंट्रिसिटी के प्रभाव के संदर्भ में दर्शाया जाता है हम ईटी अनुपात के बारे में बात करते हैं और हम यह समझने में रुचि रखते हैं कि आप किस ईटी अनुपात की जांच कर रहे हैं ईटी कहां है क्रॉस सेक्शन की समग्र मोटाई के संबंध में बैठें क्या आप मध्य तीसरे के भीतर ईटी की बात कर रहे हैं या आप ईटी की बात कर रहे हैं जो मध्य तीसरे के बाहर है ईटी कितना गंभीर है और कोड पसंद करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रैंथ से निपटने के तरीके को वर्गीकृत करने के लिए ऐसी दीवारें ईटी की विभिन्न श्रेणियों में दूसरे क्रम के प्रभावों को ध्यान में रखती हैं तो कम ईटी ईटी के मध्यम स्तर और ईटी के उच्च स्तर और जहां तक आपके डिजाइन का संबंध है ईटी क्या होगा और ईटी कहां से आता है यह प्रभाव कहां से आता है यह केवल इसलिए है क्योंकि आपके आरोपित भार हमेशा उस दीवार के साथ एकाग्र रूप से बैठने के लिए डिजाइन नहीं होते हैं जो आपके पास निर्माण की ज्योमेट्री के कारण लोड हस्तांतरण की एक विलक्षणता के कारण होगी तो कोड आपको एक्सेंट्रिसिटी अनुपात पर एक सीमा देता है जिसका अर्थ है कि आपके पास निर्माण विवरण होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करता है कि एक्सेंट्रिसिटी से प्रेरित आरोपित तत्वों द्वारा भार हस्तांतरण की विलक्षणता को कम करना होगा तो यह दूसरे क्रम के प्रभावों के महत्वपूर्ण योगदान कारकों में से एक है एक और पहलू जिसकी निश्चित रूप से भूमिका है वह यह है कि दीवार कितनी पतली है अब आम तौर पर कोड स्लैंडरनेस अनुपात पर सीमाएं निर्धारित करते हैं जिसे यहां ऊंचाई से मोटाई अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है हम कम से कम पार्श्व आयाम को देख रहे हैं तो आप दीवार की ऊंचाई को दीवार की मोटाई तक ले जाते हैं और फिर से स्लैंडरनेस अनुपात क्या होना चाहिए इसकी सीमाएं हैं क्योंकि स्लैंडरनेस और एक्सेंट्रिसिटी एक साथ लोड होने से मसनरी की कंप्रेसिव शक्ति में समझौता होने वाला है इसलिए हम पहले लोडिंग की विलक्षणता और फिर स्लैंडरनेस अनुपात के प्रभाव की जांच करेंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही हम डिजाइन को देखना शुरू करते हैं अधिकांश कोड आपको ईटी और एचटी प्रभावों के संयोजन के कारण कंप्रेसिव शक्ति में कमी देंगे तो उदाहरण के लिए आईएस कोड आपको एक तालिका देगा जिसमें एक धुरी पर एचटी है दूसरी धुरी पर ईटी है और आप देखते हैं कि वह तथ्य क्या है जिसके द्वारा आप कंप्रेसिव शक्ति को कम कर सकते हैं क्योंकि स्लैंडरनेस अनुपात में वृद्धि और एक्सेंट्रिसिटी अनुपात में वृद्धि का अर्थ होगा तत्व की कम कंप्रेसिव शक्ति अब दूसरा पहलू जिसमें एक भूमिका होती है जिस पर अक्सर हम पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं कि आपके पास एक दीवार है आपके पास सीमा की स्थिति है जो वास्तविक सीमा की स्थिति है जो निर्माण विवरण और टाइपोलॉजी के कारण होती है और फिर इसके लिए हमारी गणना हम सीमा की स्थिति को सही ढंग से आदर्श बनाते हैं आप यह आदर्श मानेंगे कि इसमें ऊपर और नीचे एक निश्चित सीमा की स्थिति है आप इसे पिन पिन स्थिति के रूप में आदर्श बनाना चाहेंगे लेकिन वास्तविकता हमेशा ठीक वैसी नहीं होती है जैसी आदर्श स्थितियां आपको देने जा रही हैं अब जिसका अर्थ है कि विचलन हो सकता है आप वास्तव में कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि घूर्णी संयम क्या है और अनुवाद संयम आंशिक प्रतिबंध क्या है आप उन आंशिक प्रतिबंधों का अनुमान लगाने में सक्षम हो सकते हैं और वास्तव में उन आंशिक प्रतिबंधों का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं जो दीवार में प्रभाव लोड की एक्सेंट्रिसिटी के कारण या स्लैंडरनेस प्रभाव के कारण हो सकते हैं तो यह जटिलता की एक अतिरिक्त परत है जो निश्चित रूप से आएगी और इसलिए पहले सही ढंग से आदर्श बनाने में सक्षम होना चाहिए कि सीमा की स्थिति क्या होनी चाहिए और यदि आदर्श स्थितियों से महत्वपूर्ण विचलन है तो यह अनुमान लगाने में सक्षम है कि उन आंशिक घूर्णन अनुवाद प्रतिबंध क्या हो सकते हैं एक और पहलू है जिस क्षण हम सीमा की स्थितियों पर विचार करते हैं वह बिंदु यह है कि जब आप दीवारों और फर्शों को देख रहे होते हैं जो संयुक्त रोटेशन की मात्रा को परस्पर क्रिया करते हैं जो वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि फर्श और दीवार की सापेक्ष कठोरता क्या है संयुक्त घुमाव यह है कि फर्श अनुमति दे रहा है कुछ ऐसा है जो सीमा की स्थिति और दीवार में विक्षेपण और फिर निश्चित रूप से भार के वितरण को बदल सकता है अब हम सिंगल लोड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आपके पास कई लोड हो सकते हैं आपके पास लोड हो सकते हैं जो दीवार की लंबाई में भिन्न हो सकते हैं और जो मसनरी की दीवार की ताकत के अनुमानों में कुछ अंतर पेश कर सकते हैं और साथ में ये प्रभाव जियोमेट्रिक दूसरे क्रम के प्रभावों में योगदान जिसे पी डेल्टा प्रभाव भी कहा जाता है तो अब हम जो करने जा रहे हैं वह यह जांच कर रहा है कि मसनरी की दीवार की ताकत को कम करने में दूसरे क्रम के जियोमेट्रिक प्रभाव की क्या भूमिका है और यदि ऐसा है तो क्या हमारे पास मान्यताओं के एक सेट के आधार पर एक सरल विश्लेषणात्मक ढांचा हो सकता है निश्चित रूप से बल विस्थापन संबंध मसनरी की दीवार के पी डेल्टा संबंध का अनुमान लगाएं इसलिए अगर मैं ज्योमेट्री और भौतिक ताकत को जानता हूं तो मैं ज्योमेट्री के लिए अनुमान लगा सकता हूं कि मसनरी की दीवार के कम्प्रेशन में ताकत क्या ठीक है तो यही हम व्याख्यान के इस भाग में देखने जा रहे हैं यह धारणा मूल धारणा जो हम यहां इस प्रक्रिया में बनाते हैं हम देख रहे हैं कि जब एक्सेंट्रिसिटी होती हैं तो दीवार में झुकाव होता है और यह मूल रूप से बकलिंग की स्थिति का कारण बन सकता है तो हम एक भंगुर सामग्री मसनरी दीवार या मसनरी स्तंभ को देख रहे हैं और लोचदार बकलिंग के तहत घटना की जांच कर रहे हैं जिस मामले की हम जांच करने जा रहे हैं हम पिन किए गए सिरों को देखने जा रहे हैं जिसका अर्थ है कि छोर घूमने के लिए स्वतंत्र हैं यानी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जब आप मसनरी वाली दीवार का निर्माण करते हैं तो आपको दीवार के सिरों पर पिन की स्थिति कैसे मिलती है लेकिन आम तौर पर क्या होता है कि आपके पास एक अलग सामग्री है जिस पर दीवार का निर्माण किया गया है यह ईंट का काम नहीं है जो इमारत की पूरी लंबाई और पूरी ऊंचाई के लिए जारी रहेगा आपके पास आम तौर पर एक कंक्रीट स्लैब होती है जो एक निश्चित बिंदु पर आ जाएगा यदि आप जमीन की मंजिल को देख रहे हैं और आप जिस प्लिंथ को देख सकते हैं एक नम प्रूफिंग कोर्स है तो आपके पास दीवार की सीमाओं पर आम तौर पर एक अलग सामग्री होगी और क्योंकि आपके पास अलग अलग सामग्री थर्मल विस्तार गुणांक अलग होंगे और यह इन दो सतहों के बीच दरार पैदा करने के लिए पर्याप्त है तो आप इस धारणा के साथ काम कर सकते हैं कि आपके पास कुछ रोटेशन के लिए ऊपर और नीचे की सतह पर दरारें हैं और इसलिए एक पिन किए गए अंत की धारणा दो छोरों को पिन किया जाना इंजीनियरिंग गणनाओं से स्वीकार्य है इसलिए हम एक दीवार को देख रहे हैं जो शुरू में सीधे एक्सेंट्रिक लोडिंग के अधीन है और इन एक्सेंट्रिक लोडिंग के कारण दीवार में विक्षेपण की जांच करते हैं और क्या वे विक्षेपण वास्तव में बल क्षमता देखते हैं दीवार की ताकत क्षमता से समझौता करने जा रहे हैं इसलिए अगर यह दीवार है जिसकी हम जांच कर रहे हैं तो हमारे पास उस पर अभिनय करने वाले भार की एक विलक्षणता है P और हम मानते हैं कि ऊपर और नीचे की एक्सेंट्रिसिटी समान है ऊपर और नीचे एक्सेंट्रिसिटी अलग अलग हो सकती हैं फिर से समर्थन की स्थिति पर निर्भर करता है यदि आपके पास पूर्ण समर्थन और भार एक निश्चित विलक्षणता पर आ रहा है जो प्रतिक्रिया एक्सेंट्रिसिटी आधार से अलग है तो आपके पास शीर्ष एक्सेंट्रिसिटी और नीचे की विलक्षणताएं होंगी जो अलग हैं अब दीवार के विक्षेपण के कारण दीवार के भार की उत्केन्द्रता से प्रेरित क्षण के कारण दीवार का हिस्सा टूट जाएगा और दीवार का हिस्सा बिना दरार के रहेगा तो दीवार का एक हिस्सा होगा जो ऊंचाई के साथ क्रैकिंग में चला जाता है और आप इसे क्रैक जोन कहते हैं यह दरार क्षेत्र वास्तव में भार वहन करने वाले कार्य में भाग नहीं लेने वाला है यह केवल बिना दरार वाला क्षेत्र है जो वास्तव में तनाव वितरण में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला है इसलिए हमने अपने परिचयात्मक व्याख्यान में पहले देखा है कि यदि दीवार पर कार्य करने वाले बलों का परिणाम खंड के मध्य तीसरे के भीतर होता है तो हम जानते हैं कि पूरा क्रॉस सेक्शन कम्प्रेशन में है लेकिन जिस क्षण परिणामी बाहर गिर जाता है क्रॉस सेक्शन के मध्य तिहाई में आपको तनाव होने लगता है और यदि सामग्री को कम या कोई तन्य शक्ति नहीं माना जाता है तो आप एक ऐसी सामग्री में दरार पड़ना शुरू कर सकते हैं जो भंगुर है तो इस धारणा के तहत यह संभव है कि विक्षेपण के लिए दीवार के किसी हिस्से में दरार आ गई हो यदि दीवार की पूरी ऊंचाई में दरार पड़ती है तो इसका मतलब है कि दीवार में जोर है जो क्रॉस सेक्शन के मध्य एक तिहाई के बाहर काम कर रहा है तो मूल रूप से आपको इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपकी गणना के आधार पर दीवार के हिस्से में दरार होनी चाहिए शायद बिना दरार वाली स्थिति में जिसका अर्थ है कि अब आपके पास निपटने के लिए अलग अलग क्रॉस सेक्शन हैं जहाँ तक भार संतुलन का संबंध सही है तो हम इसे ध्यान में रखेंगे और दीवार के विभिन्न प्रतिरोधी वर्गों के बीच मूलभूत अंतर के रूप में इसका उपयोग करेंगे दीवार के विफल होने की उम्मीद तब की जाती है जब फटा हुआ क्षेत्र जोर की रेखा तक पहुंच जाता है और वह है कि ढहने के समय ही आपको एक हिन्ज मिलता है जो स्तंभ की मध्य ऊंचाई पर बन रहा है स्तंभ की मध्य ऊंचाई ही वह स्थान है जहां अधिकतम विस्थापन है और अधिकतम क्रॉस सेक्शन के टूटने की उम्मीद है तो मान लें कि मध्य ऊंचाई पर क्रॉस सेक्शन की एक महत्वपूर्ण मात्रा में दरार आ गई है और अब परिणामी कम्प्रेशन मूल रूप से एक बिंदु से गुजर रहा है और जब तनाव का स्तर सामग्री मसनरी की कम्प्रेशन शक्ति तक पहुंच जाता है तो आपको विफलता हो सकती है लेकिन अब हम मूल रूप से मान रहे हैं कि मध्य ऊंचाई खंड पूरी तरह से टूट गया है लेकिन जोर की रेखा एक बिंदु से गुजर रही है जो अब हिन्ज है और हम विचार कर रहे हैं कि लगभग दो ब्लॉक हिंज के बारे में घूमने में सक्षम हैं और संतुलन अक्षीय भार जो उस पर अभिनय कर रहे हैं एक्सेंट्रिक अक्षीय भार पर कार्य कर रहा है अब यदि आप इसके साथ दीवार की जांच कर रहे हैं तो ऊंचाई है जिसमें कुछ हिस्से टूट गए हैं और कुछ हिस्से बिना टूटे हैं विकृति अलग होने जा रही है और इसलिए दरार क्षेत्र और बिना टूटे क्षेत्र के लिए आपको वास्तव में अलग अलग अंतर समीकरणों का उपयोग करना चाहिए विक्षेपण का अनुमान लगाने में सक्षम हो जो स्वयं विक्षेपित रूप के कारण होता है तो हम इन पहलुओं पर आएंगे आपको क्रैक किए गए क्षेत्र और बिना टूटे क्षेत्र के लिए एक अलग अंतर समीकरण पर विचार करना होगा और फिर आप विभिन्न सीमा स्थितियों के लिए इन समीकरणों को हल कर सकते हैं और लोड विक्षेपण वक्र प्राप्त करने के लिए एक अभिव्यक्ति पर पहुंच सकते हैं भार विक्षेपण वक्र वास्तव में आपको यह बताने में सक्षम होंगे कि तत्व की कंप्रेसिव ताकत सामग्री कंप्रेसिव शक्ति से कितनी अलग होगी तो आइए हम इसकी जांच करें कि हम दीवार का वर्टिकल भार वहन क्षमता की गणना करना चाहते हैं और ये वे धारणाएं हैं जिनसे हम शुरुआत करते हैं हम लंबाई l की दीवार पर विचार कर रहे हैं ऊँचाई h इसके सिरों को पिन किया गया है और यह एक्सेंट्रिक कम्प्रेशन के अधीन है हमारे पास ऊपर और नीचे समान एक्सेंट्रिसिटी है यहां ऊपर और नीचे की विलक्षणताएं समान हैं तो हम मूल रूप से पहले क्रम की एक्सेंट्रिसिटी मान रहे हैं आप इस समस्या को थोड़ा और जटिल कर सकते हैं और ई टॉप और ई बॉटम अलग अलग हैं फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका हिसाब देना होगा ई टॉप और ई बॉटम के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर विक्षेपण अलग अलग होने जा रहे हैं हम मानते हैं कि सामग्री में कोई टेंसिल ताकत नहीं है जिसका अर्थ है कि जिस क्षण आप क्रॉस सेक्शन के मध्य तीसरे के बराबर एक एक्सेंट्रिसिटी तक पहुंचते हैं आपको क्रैकिंग की स्थिति मिलती है क्योंकि चरम फाइबर पर शून्य तन्यता तनाव आ गया है और यहां एक मौलिक धारणा है जो एक ऐसा बिंदु बन सकता है जिसे आप आगे ले जा सकते हैं और कम्प्रेशन में एक गैर रेखीय स्ट्रेस स्ट्रेन संबंध के साथ सुधार कर सकते हैं इस विशेष अभ्यास में हम व्यवहार और कम्प्रेशन को रैखिक लोचदार के रूप में देखने जा रहे हैं चीजों को थोड़ा सरल रखने के लिए आत्म वजन की उपेक्षा की जाती है इसे आरोपित भार की तुलना में बहुत छोटा माना जाता है और यह सरलीकरण के रूप में भी उपयोगी है क्योंकि तब आप मान सकते हैं कि समान भार P सभी वर्गों पर कार्य कर रहा है यदि आप विचार करें आत्म वजन जो ऊपर से नीचे की ओर क्रमिक रूप से बदलने वाला है तो यह फिर से एक सरलीकरण है इसलिए अब हमें यह मानने की जरूरत है कि हमें क्रैक किए गए ज़ोन और अन क्रैक ज़ोन की जांच शुरू करने और क्रैक किए गए ज़ोन और अनक्रैक ज़ोन के लिए विकासशील अभिव्यक्तियों को अलग अलग देखने की आवश्यकता है तो आइए हम दीवार की ऊंचाई के साथ ही किसी एक खंड की जांच करें आप एक सामान्य क्रॉस सेक्शन को देखें इसलिए यदि एक्सेंट्रिसिटी क्रॉस सेक्शन के मध्य तीसरे के भीतर होने जा रही है तो हम सेक्शन 1 1 को देख रहे हैं यदि मध्य तीसरे के भीतर एक्सेंट्रिसिटी पूरे क्रॉस सेक्शन को कम्प्रेशन में देख रहे हैं तो वह दीवार का ही अनक्रैक क्षेत्र है हालांकि दीवार के क्षेत्रों में विशेष रूप से दीवार के मध्य भाग में एक्सेंट्रिसिटी अब क्रॉस सेक्शन के मध्य तीसरे भाग से आगे होने वाली है और इसलिए आपके पास दरार की स्थिति होगी तो सेक्शन 0 0 या सेक्शन 1 1 और 0 0 के बीच के अन्य सेक्शन में संभवतः क्रैकिंग की स्थिति होनी चाहिए तो आपने क्रैक किए गए अनुभागों को परिभाषित किया है और बिना टूटे हुए अनुभागों को परिभाषित किया है और हम यह मानने जा रहे हैं कि क्रैक किया गया क्षेत्र लोड संतुलन में भाग लेने वाला नहीं है हम x के साथ वर्गों को देख रहे हैं ऊंचाई x के साथ डेल्टा x किसी विशिष्ट खंड x पर विक्षेपण है जिसे आप देख रहे हैं तो कुल विलक्षणता है एक भार की विलक्षणता द्वारा योगदान दिया जाता है दूसरा दीवार के विक्षेपण द्वारा योगदान दिया जाता है कुल विलक्षणता e e Δ और अब चूंकि हमने यह मान लिया है कि दीवार के खंड का हिस्सा फटा जा रहा है और हिस्सा बिना टूटा हुआ है हम यह देखने में रुचि रखते हैं कि कंप्रेस्ड क्षेत्र की चौड़ाई क्या है क्योंकि आप संतुलन समीकरणों में केवल कंप्रेस्ड क्षेत्र की चौड़ाई का उपयोग कर सकते हैं तो आइए मान लें कि कंप्रेस्ड क्षेत्र की चौड़ाई c है और यह बिना टूटे क्षेत्र और टूटे हुए क्षेत्र के लिए भिन्न होती है तो कुल मोटाई t है कंप्रेस क्षेत्र की चौड़ाई t के बराबर है यदि कंप्रेस क्रॉस सेक्शन के मध्य एक तिहाई के भीतर है इसलिए यदि एक्सेंट्रिसिटी t6 से कम या उसके बराबर है तो c t है यदि एक्सेंट्रिसिटी t6 से अधिक है तो हमें यह अनुमान लगाना होगा कि c क्या होने वाला है जो t से कम है अब टूटे हुए हिस्से के लिए हम त्रिकोणीय वितरण को देखते हैं कंप्रेस्ड क्षेत्र की चौड़ाई c है कुल लंबाई t है और हम अनुमान लगाना चाहते हैं कि क्रैक किए गए क्षेत्र की यह चौड़ाई क्या है यदि एक्सेंट्रिसिटी t6 से अधिक है इसलिए हम एक त्रिकोणीय वितरण को देख रहे हैं और टूटे हुए क्षेत्र की कुल चौड़ाई त्रिकोणीय वितरण पर आधारित होगी इसलिए हमने दो स्थितियों के लिए कम्प्रेशन क्षेत्र की चौड़ाई स्थापित की है अब जैसा कि मैंने कहा कि हमें विभेदक समीकरणों को स्थापित करने की आवश्यकता है जो दीवार के दो टूटे और बिना टूटे खंडों के लिए अलग हैं तो दीवार के बिना टूटे हिस्से के लिए कुल विलक्षणता उस खंड पर भार के साथ साथ विक्षेपण की विलक्षणता है इसलिए हम अवकल समीकरण लिखते हैं इसलिए कि पहली अभिव्यक्ति से अंतर समीकरण को आगे बढ़ाया गया है और क्रैक किए गए खंड में बिना टूटे हिस्से के लिए आपके पास त्रिकोणीय वितरण है हम मान रहे हैं कि सामग्री रैखिक लोचदार बनी हुई है यह तनाव का त्रिकोणीय वितरण है और परिणामी वास्तव में जा रहा है उस त्रिभुजाकार बंटन के केन्द्रक पर एक तिहाई कार्य करना तो इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस के संदर्भ में लिखा जाता है अब एक्सट्रीम फाइबर में कंप्रेसिव स्ट्रेस को f c माना जाता है अब कंप्रेसिव तनाव को जानने वाले भार को जानने के बाद क्रॉस सेक्शन में तनाव को केवल सामग्री की लोच के मापांक द्वारा डिस्टेंस किनारे के तनाव f c के रूप में परिभाषित किया जाता है और तनाव को संकुचित क्षेत्र की चौड़ाई और वक्रता के तनाव को परिभाषित किया जाता है खंड में उस खंड की वक्रता के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है जिसे कंप्रेस लंबाई पर तनाव के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है तो अब वक्रता स्थापित होने के साथ यह आवश्यक है क्योंकि हम जानते हैं कि दरार वाले क्षेत्र में वक्रता भिन्न होने वाली है और बिना टूटे क्षेत्र में वक्रता भिन्न होने जा रही है इसलिए दरार वाले क्षेत्र में वक्रता अब वक्रता के संदर्भ में ही लिखी जाती है इसलिए हमने कुल विस्थापन एक्सेंट्रिसिटी प्लस डेल्टा को ω के रूप में परिभाषित किया हैं तो वक्रता के रूप में विस्थापन का दूसरा डेरिवेटिव अब वक्रता के लिए अभिव्यक्ति जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था हमें दीवार के टूटे हुए क्षेत्र के लिए अंतर समीकरण को लिखने में मदद करने वाला है तो उपलब्ध दो अवकल समीकरणों के साथ अब हम एक बल विस्थापन संबंध की दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं मौलिक समस्या यह है कि यह कठोर है क्योंकि आपकी वक्रता वास्तव में विभिन्न वर्गों में भिन्न हो सकती है क्या कुछ सरलीकरण उपयोगी हो सकता है तो यहाँ क्या किया जाता है हम मान लेते हैं कि दीवार पूरी ऊंचाई के लिए टूट गई है यह निश्चित रूप से एक धारणा है दीवार पूरी ऊंचाई के लिए नहीं टूटी है लेकिन यह एक रूढ़िवादी अनुमान होगा और यह मूल रूप से हमें दीवार की पूरी ऊंचाई के साथ वक्रता को रखने में मदद करता है जो हमें एक दिशा में काम करने स्थिति के लिए एकल बंद प्रपत्र समाधान में मदद कर सकता है उस वक्रता का दोहरा एकीकरण हमें विस्थापन दे सकता है तो अब इस विशेष मामले में हम जानते हैं कि मध्य ऊंचाई विस्थापन अधिकतम है डेल्टा शून्य अधिकतम x 0 के बराबर है आपने देखा कि x मूल दीवार की मध्य ऊंचाई पर है और इस अभिव्यक्ति के साथ हम वक्रता के लिए विकसित हुए हैं हम वास्तव में अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न ऊंचाई पर विस्थापन क्या हैं इस मामले में सीमा की स्थिति यदि आप परिभाषित सभी ऊंचाइयों के लिए वक्रता रखते हैं तो विस्थापन का ढलान 0 होगा x पर 0 के बराबर है और दीवार की ऊंचाई के आधे हिस्से को देखते हुए और विस्थापन होने जा रहा है 0 पर x बराबर h बटा 2 है तो आपके पास सीमा की स्थिति है और वास्तव में अभिव्यक्ति के दोहरे एकीकरण द्वारा मध्य ऊंचाई पर विस्थापन क्या है इस पर पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं हालांकि यह वक्रता प्रोफ़ाइल कुछ ऐसी है जो हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि विभिन्न चरणों में क्रैकिंग अलग है इस जटिलता को दूर किया जा सकता है यदि हम मान लें कि वक्रता प्रोफ़ाइल पूरे क्रॉस सेक्शन में समान है लेकिन तथ्य यह है कि यह अभी भी रूढ़िवादी अनुमान है समस्या के सटीक समाधान के संबंध में रूढ़िवादी है इसलिए यदि हम ऊंचाई के साथ वक्रता को स्थिर मान लेते हैं तो दोहरा एकीकरण सरल हो जाता है आप किसी भी खंड पर वक्रता के लिए अभिव्यक्ति से प्राप्त करते हैं मूल्यों में प्लग इसे हल करते हैं और मूल्यों में प्लग करते हैं और आपको P में एक अभिव्यक्ति मिलती है तो आप सरलीकरण के साथ प्राप्त करते हैं आप P में एक अभिव्यक्ति को बाहर निकालने में सक्षम होते हैं आपको लोड विस्थापन की आवश्यकता होती है अंत में आपको लोड की एक्सेंट्रिसिटी के प्रभाव को आकर्षित करने में सक्षम होने के लिए लोड विस्थापन की आवश्यकता होती है तो ऊंचाई के साथ वक्रता स्थिर होने की धारणा के द्वारा इस अभिव्यक्ति को सरल बनाने के लिए आपको P में अभिव्यक्ति मिलती है और पहले हमने वास्तव में P में एफ सी के लिए अभिव्यक्ति लिखी है इसलिए हमारे पास 2 तरीके हैं जिसमें अक्षीय भार लिखा जा सकता है हमने एक को वक्रता प्रोफ़ाइल के एकीकरण से निकाला है और दूसरे को जो पहले किनारे के कंप्रेसिव तनाव के संबंध में लिखा गया था तो इन 2 अभिव्यक्तियों को आप डेल्टा के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए इन 2 अभिव्यक्तियों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं मुझे अक्षीय भार के लिए 2 स्वतंत्र अभिव्यक्तियों की आवश्यकता है और दूसरा मध्य ऊंचाई पर विस्थापन के लिए है तो आप उस अभिव्यक्ति से आने वाले शब्दों का उपयोग करते हैं जो आप वहां देखते हैं और 2 तरीके जिसमें अक्षीय भार व्युत्पन्न किया गया है 2 का उपयोग करें और द्विघात अभिव्यक्ति प्राप्त करें और मध्य ऊंचाई विस्थापन Δ 0 के लिए द्विघात अभिव्यक्ति का समाधान प्राप्त करें तो अब आपके पास P के लिए एक एक्सप्रेशन और Δ 0 का एक्सप्रेशन है और साथ में आप दीवार के मामले में बल विस्थापन संबंध को आयामों के साथ देखने में सक्षम होंगे जैसा कि हमने शुरू किया था इसलिए यदि आप डेल्टा के लिए अभिव्यक्ति को वापस P में प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको बल P के लिए अभिव्यक्ति मिलती है जैसा कि आप यहां देखते हैं और आप मूल रूप से क्या कर सकते हैं आप देखते हैं कि यह f c में एक अभिव्यक्ति है जिसमें एज कंप्रेसिव स्ट्रेस है और दीवार की ज्योमेट्री और इसमें लोच का मापांक भी होता है तो एज कंप्रेसिव स्ट्रेस के दिए गए मान के लिए यदि आप जानते हैं कि एज कंप्रेसिव स्ट्रेस f c वह स्ट्रेस है जो सामग्री विफल होने वाली है इसलिए यदि f c सामग्री की दी गई कंप्रेसिव शक्ति है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीवार कितना भार उठा सकती है तो अंतिम अभिव्यक्ति f c के एक समारोह के रूप में P है P f c के एक समारोह के रूप में तो आप सामग्री के कंप्रेसिव ताकत पता है लेकिन सामग्री के कंप्रेसिव ताकत दूसरे आदेश प्रभाव की वजह से दीवार की ताकत नहीं है तो दीवार की ज्योमेट्री को जानना और इसलिए आप देख सकते हैं कि h t है जो सीधे चित्र में आता है जो कि स्लैंडरनेस प्रभाव है और y वो है जो एक्सेंट्रिसिटी को ध्यान में रखता है तो एक्सेंट्रिसिटी प्रभावएक्सेंट्रिसिटी अनुपात और स्लैंडरनेस प्रभाव एक साथ दीवार की कम्प्रेशन क्षमता कम्प्रेशन शक्ति को कम करने के लिए आता है तो यह अभिव्यक्ति और डेल्टा के लिए पहले की अभिव्यक्ति आपको मसनरी की कंप्रेसिव ताकत लोच के दीवार मापांक की दीवार की मोटाई और लोडिंग की एक्सेंट्रिसिटी को जानने के लिए एक बल विस्थापन संबंध बनाने में मदद कर सकती है हालांकि यदि आप बंद फॉर्म समाधान को देखते हैं और समीकरण वास्तव में केवल y या एक्सेंट्रिसिटी अनुपात की एक निश्चित सीमा के लिए मान्य है तो यह मूल रूप से एक अभ्यास है जो दो महत्वपूर्ण प्रभावों पर विचार करते हुए मसनरी वाली दीवार के कम्प्रेशन में क्षमता पर पहुंचने पर विचार करता है एक्सेंट्रिसिटी अनुपात और दीवार का स्लैंडरनेस अनुपात धन्यवाद